आइए अब हम नियंत्रण खंडों के साथ PV के तीन फेज़ ग्रिड संयोजन पर चर्चा करते हैं अभी इस PV PV मॉड्यूल पर विचार करें जो एक इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है अब मैं तीन फेज़ ग्रिड संयोजन के साथ शुरू कर रहा हूं बाद में मैं सिंगल फेज़ ग्रिड संयोजन पर चर्चा करूंगा वास्तव में यदि आप देखें तीन फेज़ ग्रिड संयोजन सिंगल फेज़ ग्रिड संयोजन की तुलना में बहुत आसान है इसलिए मैंने बाद के समय में सिंगल फेज़ ग्रिड संयोजन चर्चा को रखा है अब तीन फेज़ इन्वर्टर का आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक से जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर का द्वितीयक तीन इंडक्टर्स और फिर RYB चरण से इस तरह से जुड़ा है तो आपके पास पारिभाषिक शब्द हैं PV इन्वर्टर तीन फेज़ इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर अभी तीन फेज़ इन्वर्टर गेट्स आपके पास छह गेट हैं गेट टू सोर्स आइए हम कहते हैं कि मैं IGBTs या MOSFETs का उपयोग कर रहा हूं गेट ड्राइव छह गेट ड्राइव हैं और उन्हें गेट ड्राइव सर्किट द्वारा संचालित किया जाना है उन छह को इस तरह से और गेट ड्राइव को इस तरह से एक PWM खंड से नियंत्रण सिग्नल मिल रहे हैं R चरण के लिए Y चरण B चरण या ABC चरण के लिए अब PWM पर इनपुट नियंत्रक के आउटपुट से आने वाले नियंत्रण सिग्नल होंगे अब हम क्या नियंत्रित करना चाहते हैं अब हम कहते हैं कि हम इंडक्टर करंट या ग्रिड में पंप किये जा रहे करंट को नियंत्रित करना चाहते हैं अभी हम एक कम्पेरेटर के साथ शुरू करते हैं मुझे एक ig रेफेरेंस की तुलना करने दें अब हम कहते हैं कि कुछ साधन से मेरे पास ig रेफेरेंस है जो मैं ग्रिड को देना चाहूंगा और मेरे पास ig रेफरेन्स का सेंस्ड मान है उनकी तुलना करें और फिर इसे नियंत्रक खंड को पास करें यह एक PI नियंत्रक हो सकता है इसलिए अगर मैं तीन फेज़ में हूं तो मैं प्रत्येक फेज़ के लिए यह तुलना और नियंत्रण रखूंगा तो हम कहते हैं कि यह चरण R के लिए है और यह igR जो मेरे पास यहां है वह वास्तव में उस विशेष चरण के करंट से है इस तरह मेरे पास दूसरे चरण के लिए भी होगा मेरे पास एक नियंत्रक होगा जो कि ig रेफरेन्स का मान लेगा अब इस मामले में यह igY है और यहाँ से igY का फ़ीडबैक मान और कम्पेरेटर का आउटपुट नियंत्रक को दिया गया है और तीसरे चरण igB और igB जिसके पास रेफरेन्स है फ़ीडबैक मान हैआउटपुट नियंत्रक को दिया गया है हम नियंत्रक के आउटपुट को PWM खंड को देगें तो हम कहते हैं प्रत्येक नियंत्रक से हम इसे इस तरह से PWM खंड को देंगे तो यह कैसे काम करता है कर्रेंटस को सेंस किया जाता है उनकी तुलना रेफरेन्स के साथ की जाती है और त्रुटि के आधार पर नियंत्रक का आउटपुट PWM को सिग्नल भेजेगा जो एक त्रिकोण कैरियर के साथ तुलना करता है और फिर उचित रूप से इन्वर्टर की प्रत्येक भुजा को PWM ड्राइव देगा अभी आपको ये रेफरेन्सेस कैसे मिलते हैं ये रेफरेन्सेस MPPT एल्गोरिथ्म से प्राप्त किए जाते हैं तीनों कर्रेंटस को इस तरह से समझा जाता है आप एक हॉल सेंसर का उपयोग कर सकते हैं या आप इसे प्रतिरोधक शंट और डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स के साथ कर सकते हैं लेकिन इसे हॉल सेंसर के साथ मापने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह संपर्क रहित है और इसकी बहुत बड़ी बैंडविड्थ होती है अब MPP एल्गोरिथ्म के माध्यम से रेफरेन्स सेटिंग पर आते है आइए हम कहते है की PV टर्मिनल्स के पार वोल्टेज vt है और PV के माध्यम से जाने वाले करंट को दूसरे हॉल सेंसर के साथ मापा जाता है और इसे iT कहते है अब मैं MPPT खंड लेता हूँ और हमने MPPT एल्गोरिथम देखा है जिसमें से एक MPPT एल्गोरिथम का हम उपयोग करेंगे और उस पर इनपुट vt और iT होगा और MPPT एल्गोरिथ्म से आउटपुट क्या होगा यह कर्रेंटस igR igY और igB स्टार्स का रेफरेन्स मान होगा अब ये सभी साइनुसॉइडल मान हैं ये रेफरेन्सेस आपको ये साइनुसॉइडल कैसे मिली देखें कि MPPT आउटपुट एक im मान देगा जो कि imsinɷt से संबंधित होगा तो एक बार आपके पास im हैsinɷt मूल रूप से एक इकाई साइन शब्द है जहां ɷt वास्तव में ग्रिड वोल्टेज वेवफॉर्म की आवृत्ति है तो ग्रिड वोल्टेज वेवफॉर्म से आपके पास ग्रिड आवृत्ति है जिसमें से आप sinɷt इकाई sinɷt टर्म लेते हैं और MPPT वही आउटपुट देगा जो im का मान शिखर मान होना चाहिए था और im sinɷt sin ɷt 120 sin ɷt 2400 आप इन रेफरेन्सेस की स्थापना करेंगे ये रेफरेन्सेस यहाँ पर आएंगे आप इन तीनों कर्रेंटस को मापेंगे और फिर उसके आधार पर नियंत्रण कार्रवाई होगी और फिर नियंत्रण हो जाएगा हालांकि इस विशेष प्रकार के सर्किट में बहुत सारी कमियां हैं सबसे पहले रेफरेन्सेस igR igY igB वे सभी साइनुसॉइडल हैं वे DC नहीं हैं वे सेट पॉइंट मान नहीं हैं DC सेट पॉइंट मान इसलिए नियंत्रक एक ट्रैकिंग नियंत्रक बन जाता है यह अब एक सेट पॉइंट नियंत्रक नहीं है तो एक सेट पॉइंट नियंत्रक और ट्रैकिंग नियंत्रक के बीच प्रमुख अंतर है रेफरेन्स करंट ig और फ़ीडबैक सिग्नल करंट वे सभी साइनुसॉइड्स हैं सामान्यता AC सिग्नल और इसलिए ट्रैकिंग नियंत्रक को बड़े सिग्नल अन्तर को संभालना होगा परिणाम स्वरुप ट्रैकिंग नियंत्रकों की बैंडविड्थ समान सेट पॉइंट नियंत्रक की तुलना में कम होगी यदि ig रेफरेन्स और फ़ीडबैक सिग्नल DC होते है इसलिए ट्रैकिंग नियंत्रक की रचना एक सेट पॉइंट नियंत्रक की तुलना में बहुत अधिक जटिल होगी कोई इंट्रा नियंत्रक डायनेमिक्स प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है यदि कोई सेट पॉइंट नियंत्रक का उपयोग करता है लेकिन ट्रैकिंग नियंत्रक के साथ केवल इंटीग्रल साइकिल डायनेमिक्स को ही प्राप्त किया जा सकता है यहां एक और मुद्दा यह है कि आपके पास 3 अलग नियंत्रक हैं आपको 3 नियंत्रक चाहिए एक प्रत्येक चरण के लिए और डायनेमिक्स युग्मित हैं तो 3 नियंत्रकों की एक साथ ट्यूनिंग करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डायनेमिक्स युग्मित होती है इसलिए ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका इस नियंत्रण कार्यप्रणाली में 3 फेज़ PV ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर्स के लिए नियंत्रक बनाने की कोशिश करते समय सामना करना पड़ेगा आइए देखें कि dq अक्ष नियंत्रण कार्यप्रणाली को अपनाकर हम इसे कैसे हल करेंगे